इस व्याख्यान में हम कंजर्वेशन स्कोर के बारे में जानेंगे पिछली क्लास में हमने मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के बारे में और यदि अलग अलग सीक्वेंस एलाइन किए जाएं तो क्या एलाइनमेंट प्राप्त होंगे और उन्हें कैसे उपयोग किया जाएगा साथ ही एक विशेष रेसिड्यू को अधिकतम किसी एक पोजीशन में कैसे coserve किया जा सकता है देखा था तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था ब्लास्ट यह क्या है छात्र बेसिक लोकल एलाइनमेंट यह एक सर्च टूल है छात्र डेटाबेस के सीक्वेंस के लिए हम दो सीक्वेंस को लेकर अलाइन करते हैं यदि आपके पास क्वेरी सीक्वेंस हो तो आप इस सीक्वेंस से मिलते जुलते सीक्वेंस को आईडेंटिफाई कर सकते हो यदि आपके पास 2 सीक्वेंस समानता को देखते हैं यदि आप ब्लास्ट का उपयोग करते हैं तो आप किसी भी विशेष मोटिफ और विशेष पैटर्न जो उसमें अनुवांशिक रूप से उपस्थित हो को ज्ञात कर सकते हैं इसके अलावा कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण मोटिफ को भी जाना जा सकता है इस तरह या तो डीएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस के द्वारा किसी भी सीक्वेंस का एलाइनमेंट किया जा सकता है इसके पश्चात यह इवेलुएट किया जाता है कि यह दो सीक्वेंस समान है या नहीं एलाइनमेंट को इवेलुएट करने के लिए कौन कौन से स्कोर उपलब्ध है छात्र टोटल टोटल बहुत सारे पहलू मैं उपयोगी है जैसे इसके द्वारा पेयर को मैच किया जा सकता है इसके अलावा समानता देखी जा सकती है पहचान की जा सकती है और क्वेरी कवरेजp वैल्यू याe वैल्यू देखी जा सकती है इसके अलावा इस प्रोबेबिलिटी को भी देखा जा सकता है की एलाइनमेंट विशेष थ्रेसहोल्ड स्कोर का है या नहीं और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है इसके पश्चात हम मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के बारे में जानेंगे मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए कितने सीक्वेंस की आवश्यकता होती है छात्र२ से ज्यादा कम से कम ३ या इससे ज्यादा यदि आपके पास इतने सीक्वेंस है तो मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए क्या सिद्धांत उपयोग किया जाता है और इसे एलाइनमेंट कैसे किया जाता है छात्र एक के बाद एक इस तरह पेयरवाइज एलाइनमेंट प्राप्त हो जाता है अब सामान सिक्वेंस को एक साथ रख कर दूर से संबंधित सीक्वेंस को एलाइन कर सकते हैं फल स्वरूप उन्हें कंप्लीट एलाइनमेंट प्राप्त हो जाता है वह कौन सा प्रोग्राम है जिसके द्वारा मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट प्राप्त होता है छात्र क्लोसटल इसके अलावा हमने कुछ और सॉफ्टवेयर भी डिस्कस किए थे दूसरे कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज है छात्र मफट MUSCLE PROMOL इसके पश्चात हमनेpsi BLAST के बारे में डिस्कस किया था यह क्या है छात्र पोजीशन स्पेसिफिक सही तो अब हम पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मेट्राइटिस बना सकते हैं यहां फॉरवर्ड सीक्वेंस और रन कर विभिन्न सीक्वेंस देखे जा सकते हैं अलग अलग इन्टेरशन जिनकी एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू हो का उपयोग किया जा सकता है अंत में आप स्कोरिंग मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप प्रोफाइल कह सकते हैं तो यदि आपके पास एक मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट है तो इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हो सकता है हम यहां कंजर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं यदि आप कंजर्वेशन के बारे में सोचें तो आपको सीक्वेंसेस के बहुत सारे सेट समझ में आएंगे जिसमें बहुत सारे स्थान तमाम रेसिड्यू के द्वारा लिए गए हैं इस स्थिति में किसी विशेष अमीनो एसिड रेसिड्यू की जगह प्रोटीन सीक्वेंस या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस में निर्धारित रहती है यह सीक्वेंस इवोल्यूशनरी रेट पर भी निर्भर करते हैं अर्थात कोई रेसिड्यू कितनी बार दूसरे रेसिड्यू के रूप में म्यूटएट हुआ है या जब हम PAM मैट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें एलाइनमेंट बहुत सारे रेसिड्यूज समान और कुछ रेसिड्यू इवोल्यूशन के दौरान परिवर्तित हुए प्राप्त होते हैं इस तरह से इनका कोर विशेष रेसिड्यू के होमोलोगौस सीक्वेंस में म्यूटेट होने की दर पर भी निर्भर करता है तो इवोल्यूशन की रेट समान या अलग है यह अमीनो एसिड चेंज पर निर्भर करता है कुछ स्थिति में यह समान रहता है हमने PAM मेट्रिक को पहले भी डिस्कस किया है साथ ही हमने अलग अलग अमीनो एसिड भी डिस्कस किए हैं जैसे सिस्टीन और ट्रीप्टोफन इन का हाई स्कोर होता है कुछ पोजीशन में दूसरे रेसिड्यू धीरे धीरे जगह ले सकते हैं किंतु कुछ केस मैं यह स्थाई पोजीशन में और कुछ मैं यह अलग अलग जीवो में अलग अलग पोजीशन प्रदर्शित करते हैं तो जो पोजीशन कांस्टेंट रहती है उसे कंजर्व्ड कहते हैं और जो तेजी से इवॉल्व होती है और अलग अलग जीवो में अलग अलग होती है को वेरिएबल कहते हैं तो इस तरह यदि आपके पास मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट हो तो आप तीसरी पोजीशन देखेंगे यहां कुछ जगह पर आपको रेसिड्यू एक ही लोकेशन पर स्थाई रूप से दिखाई देंगे इन्हें कंज़र्वेड कहते हैं अलग अलग होने पर इन्हें वेरिएबल कहते हैं अब कंजर्वेशन इसको किस तरह से प्राप्त करते हैं एक उदाहरण से देखते हैं यदि आपके पास अमीनो एसिड सीक्वेंस हो अब हमें यह पता करना हो कि कौन सा रेसिड्यू कंजर्व और कौन सा वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे पहले हम क्वेरी सीक्वेंस के लिए सीक्वेंसेस प्राप्त करेंगे अब हमें यह समान समजातसीक्वेंस प्राप्त हो जाएगा इसे हमBLAST के द्वारा प्राप्त करेंगे आप इसके द्वारा मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट कर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं तो अब आप समान सीक्वेंस प्रोटीन जो Uniprot या Swiss prot मैं उपलब्ध है और जो आपके स्वयं के सीक्वेंस से होमोलोगाउज या समजात है से तुलना करेंगे इसके द्वारा आप कंजर्व्ड और वेरिएबल रेसिड्यू को देख पाएंगे तो अब यदि आप मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट देखें उदाहरण के तौर पर यदि 60 नंबर की पोजीशन देखें तो यदि 60 नंबर पोजीशन देखें तो यह कंजर्व्ड या वेरिएबल है छात्र कंजर्व्ड यह कंजर्व्ड है क्योंकि यदि आप दस अलग अलग सीक्वेंस देखें यह Uniprot id है तो यह उदाहरण के लिए एक सीक्वेंस है जैसे मैं यहां1 से60 रख रहा हूं60th पोजीशन पर आप सभी रेसिड्यू देख पाएंगे जो glycine के साथ जुड़ सकते हैं यदि आप1234567 89तक की पोजीशन देखें तो यह वेरिएबल है या कंजर्व छात्र वेरिएबल यह वेरिएबल है अब यदि आप यह पोजीशन देखें तो आपको यह कंजर्व दिखाई देगी इस पोजीशन पर कौन सा एमिनो एसिड प्रमुखता से होगा छात्रT छात्रAGS सहीTAGS किंतु यदि सभी 10 सीक्वेंस देखें जाए तो थ्रेओनीन रेसिड्यू अधिकतर दिखाई देगा अब यदि आपके पास एलाइनमेंट है तो इन्हें कैसे नंबर और स्कोर करेंगे तो इसमें कौन सा नंबर हाईली कंजर्व्ड और कौन सा हाईली वेरिएबल है कैसे जानेंगे क्योंकि कुछ पोजीशन पर जैसे 6 नंबर परअलनीन उपस्थित है छात्रडी छात्रE तो यहां पर तीन रेसिड्यूज और 4 रेसिड्यूज भी है इसमें से कौन सा वेरिएबल और कौन सा कंजर्व है तथा इनमें किस पॉइंट पर भिन्नता है तो हमें स्कोर देना पड़ेगा कि आपके पास गणितीय रूप से नंबर हो तो आप तुलना कर सकते हैं की पोजीशन अ पोजीशन बी की तुलना में अधिक कंजर्व है तो इसे देखने के लिए दो अलग अलग स्टेप होंगे पहले स्टेप में हमें एमिनो एसिड फ्रीक्वेंसी देखना होंगी प्रत्येक पोजीशन पर एमिनो एसिड किस तरह से स्थापित हैं दूसरे स्टेप पर हम इस फ्रीक्वेंसी को स्कोर के रूप में परिवर्तित कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी और स्कोर ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं यहां मैंने फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने के तीन अलग अलग तरीके दिए हैं पहला बगैर महत्त्व दिए एमिनो एसिड फ्रीक्वेंसी अर्थात हम किसी भी अमीनो एसिड किसी भी सीक्वेंस और किसी भी पोजीशन को विशेष महत्वनहीं देंगे और दूसरे तरीके में हम कुछ अमीनो एसिड को या कुछ सीक्वेंस को विशेष महत्व देंगे उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास एक विशेष सीक्वेंस है और हमें मालूम हो की हमें इस रेसिड्यू पोजीशन को मेंटेन करना है तो हम इसे कुछ महत्व देंगे इसी तरह से कुछ पोजीशन उदाहरण के तौर पर जैसे सिस्टीन यह बहुत ज्यादा कंजर्व्ड है हमें मालूम है कि यह डाईसल्फाइड ब्रिज बनाने में महत्वपूर्ण है तो यदि हम इसे रखना चाहे तो इसे विशेष महत्व देंगे अन्यथा यदि यह सिस्टीन नहीं है तो हम इसे कम महत्व देंगे अब तीसरी बात आती है की हम रेंडम चॉइस को कंपेयर करें तुम्हारे पास एलाइंड सीक्वेंस हैं इन्हें यदि आप अनियंत्रित रूप से फेरबदल करते हैं तो मिलने वाले थे सीक्वेंस कहां तक ऑनलाइन होते हैं या कहां तक रैंडम होते हैं देख सकते हैं तो यदि आपके पास एलाइंड सीक्वेंस यह है यह विशेष रूप से सिग्निफिकेंट है इनकी आप विशेष पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं तो यदि आप इस तरह का प्रेफरेंस देखें तो अब हम इसे स्कोर और के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी गणितीय वैल्यू आवश्यक है हम यहां या तो एंट्रॉफी आधारित विधि का उपयोग करेंगे जिसमें किसी पोजीशन पर रेसिड्यू की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी की लोगरिथमिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है जिससे हमें स्कोर प्राप्त हो जाता है और दूसरी विधि में वारिएन्स पर आधारित विधि का उपयोग करते हैं इसमें पोजीशन की भिन्नता देखते हैं उदाहरण के तौर पर यदि अलनीन की पोजीशन यदि नंबर 3 पर हो तो यह नंबर 10 पर उपस्थित alanine से किस तरह भिन्न है नंबर 3 और नंबर 10 पर कितने alanine है उनका सीक्वेंस कंपेयर कर उनकी पोजीशन और residue देख स्कोर देखा जा सकता है इसके पश्चात आप कुछ पेअर स्कोर का योग भी ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि एक सीक्वेंस a और दूसरा सीक्वेंस b है तो आपके पास दो अलग एमिनो एसिड है तो आप c मैट्रीक्स का उपयोग कर देख सकते हैं कि यह कहां तक स्थिरहै और कहां तक एलाइन होते हैं इन्हें देखने के लिए मुख्यतः कौन सा मैट्रिक्स उपयोग होता है PAM मैट्रिक्स छात्र PAM या BLOSUM मैट्रिक्स यहां देख कर हम किस पोजीशन को विशेष महत्व देना है या कौन सी पोजीशन हाईली कंजर्व्ड है देख सकते हैं तो यहां मैं आपको पहला स्टेप समझाता हूं यहां हम अमीनो एसिड फ्रिकवेंसी को विशेष महत्व ना देते हुए a की i पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी देखें यहां पर हमें alanine की i पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इसे एलाइन सीक्वेंस के पूरे नंबर के साथ normalize कर लेंगे दो यह i एक से 20 तक अलग अलग होगा जैसे यहां i एक से 20 के बराबर है और इसमें अलग अलग 20 अमीनो एसिड रेसिड्यू है तो यदि आप एलाइनमेंट देखें तो पोजीशन नंबर नाइन पर कितनी बारT आया है छात्र 5 से6 बार Ts 6 बार A एक बार G एक और S एक बार और यदि A 7 टाइम्स हो और दूसरे रेसिड्यूज 1 1 1 तो आपको यही समान स्कोर या डिफरेंट स्कोर मिलेगा Student छात्र समान स्कोर मिलेगा क्योंकि हमने यहां किसी भी दूसरे अमीनो एसिड का उपयोग नहीं किया है हमने सभी अमीनो एसिड को समान महत्व दिया है इस स्थिति में यदि threonine 7 की जगह valine 7 टाइम्स हो और alanine 1 बार truptophan 1 बार हो तो भी तो हमें वही स्कोर मिलता है किंतु हम यदि इस एलाइनमेंट को देखें जिसमें threonine है तो यह हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू से मैच नहीं करेगा किंतु आपको अभी भी स्कोर वही प्राप्त होगा क्योंकि यहां किसी भी एमिनो एसिड को विशेष महत्व अलग से नहीं दिया गया है तो यहां i का fa प्रत्येक रेसिड्यू हैऔर i पर a किसी भी पोजीशन पर हो सकता है इस तरह i टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस पर किसी भी पोजीशन के लिए सामान्य रहेगा तो दूसरी प्रक्रिया में हम अमीनो एसिड फ्रीक्वेंसी को महत्व देंगे यदि हम किसी विशेष सीक्वेंस को या रेसिड्यू को विशेष महत्व देंगे तो हम यहां देखते हैं की यदि हमने यहां एक टर्म डेल्टा aki उपयोग की तो यह 1 के बराबर है यदि a पोजीशन i के सीक्वेंस k पर हो तो यदि आप इस विशेष सीक्वेंस को महत्व देते हैं अन्यथा यह 0 के बराबर wk होगा और डेल्टाaki बराबर 1 होगा यदि अमीनो एसिड a सीक्वेंस k i पोजीशन पर हो यदि यह ना हो तो आप 0 रख सकते हो तो k एक के बराबर होगा तो हमें यहां यह समझ आता है की वेटेज क्यों देना है कंजर्व्ड पोजीशन के लिए साथ ही कुछ अमीनो एसिड रेसिड्यू को विशेष महत्व देना आवश्यक होता है जैसे यदि 6 बार threonine आता है और चार बार हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू आता है तो यह threonine 6 बार और serine चार बार से अलग होगा इस प्रकार में हमें यदि अधिक स्कोर तो हम इसे विशेष महत्व देंगे अब हम कुछ सीक्वेंस हो ज्यादा महत्व देंगे उदाहरण के तौर पर हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंस है इसमें से कुछ बहुत ज्यादा संबंधित है और कुछ दूरस्थ संबंधित है यदि आप दूरस्थ संबंधित सीक्वेंस लेना चाहते हैं तो आपको इसे विशेष महत्व देना पड़ेगा अन्यथा 9 सीक्वेंस होमोलोगस और एक डिस्टेंट रिलेटेड होगा तोस्कोर हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि यह 9 पर आधारित होगा तो यदि आप इन डायवर्जेंट सीक्वेंस को महत्व देना चाहे तो हमें इन्हें यहां जोड़ना पड़ेगा और इन्हें महत्त्व देना पड़ेगा इस स्थिति में हमें इन डायवर्जेंट सीक्वेंस की सूचना को लेना पड़ेगा अब तीसरी बात अब हम इस फ्रीक्वेंसी को इंडिपेंडेंट अकाउंट के आधार पर देखेंगे कि यह रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में कहां तक अकाउंट हो रही है तो इंडिपेंडेंट अकाउंट के लिए यहां ic लिया गया है समान फ्रीक्वेंसी के लिए i लिया गया है जो a रेसिड्यू के नंबर के रूप में है i पूरे नंबर के किसी भी पोजीशन के रेसिड्यू के साथ normalize किया जाता है तो यदि आपके पास सभी 20 रेसिड्यूज जो रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शित कर रहे हो तो हम यह मान सकते हैं F 20 X 1 0 95 X N यदिN 1 के बराबर हो तो क्या वैल्यू होगी 1 minus 095 छात्र 1 0 95 Student छात्र यह0 05 के बराबर होगी 0 05 X 20 1 ठीक अब यदि हम यह माने औरF को इस समीकरण में इस तरह से रखें कि यह यदि पूरी तरह से रैंडम हो तो 5 होगा अब यह समीकरण F को 1 मान कर रखा जाए तो 1 F होगा तो इसके द्वारा N के प्रभावी कैलकुलेट किए जा सकते हैं आपके पास वास्तविक वैल्यू और रेंडम वैल्यू हो तो आप कुछ फंक्शन के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं जैसे आप इस N को N इफेक्टिव के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो इस इक्वेशन को N इफेक्टिव प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करते हैं तो यदि 20 यहां है तोF 20 1 0 95 X NपावरN इस स्थिति में1 F 0 95पावरN होगा आप लोगरिथम लेंगे ln right lnअब N X ln of 095 लेकर आप N इफेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं यहln 1 - F 20 divided by ln 095के बराबर होता है तो आप यह नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो किसी भीF के लिए जैसे अमीनो एसिडA यदि I पोजीशन पर सिंगल सीक्वेंस मैं है तो यह1 के बराबर होगी और यदि ज्यादा के लिए ली जाए तो ज्यादा सीक्वेंस मिलेंगे जैसे20 सीक्वेंसेस यदि आपके पास एक और सीक्वेंस हो तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी पहली यह दो समान अमीनो एसिड हो सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास A I T S T Aहै यह यहां पर कंजर्व्ड है तो अब हम यहां नए सीक्वेंस जोड़ेंगे यहां पर तो पॉसिबिलिटी होंगी पहलीA के बराबर इस स्थिति मेंNaic 1 होगा क्योंकि यह आईडेंटिकल है अब यदि और जोड़ा जाए तो भी यह परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि एवरेज समान है अब दूसरी पॉसिबिलिटी है यदि यहA ना हो तो यह A के आईडेंटिकल ना होने के कारण Nic Na होगा क्योंकि यह अमीनो एसिड पर निर्भर करता है तो प्रश्न यह है कि यदि आप एक सीक्वेंस को जोड़ें तो इस फंक्शन F की क्या प्रोबेबिलिटी होगी यह समीकरण में फिट होगा या नहीं तो इस स्थिति मेंसमीकरण को दो स्थितियों में देखेंगे पहला N 1 या N n 1दोनों स्थितियों में यदि आप समीकरण को फिट कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह इंडिपेंडेंट अकाउंट है यदि N 1 यह इक्वेशन पर फिट होगा N 1 F 1 जो हमने पहले समझा था तो अब हम यह मानेंगे की N n है तो यदि यदि आप देखेंN n तो आप यह समीकरणf n i को20 1 095 n के बराबर लेंगे अब यदिN n 1है तो एक और सीक्वेंस जोड़ा जा सकता है जिसके कारण दो पॉसिबिलिटी हो सकती है पहली 20 को जोड़कर आप i 1 को 20 - i 20प्रोबेबिलिटी के साथ ले सकते हैं हमारे पास20 प्रोबेबिलिटी होंगी तो यदि यदि हम घटाएं तो 20 - i 20हमारे पास20 अलग अलग पॉसिबिलिटी होगी अब यदि इसे F i i 20 right and i 1 20 - i 20 इक्वेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो n i और यह 20 1 095n 1 के बराबर होगा क्योंकि हमने यह derive किया हैऔर यदि यह जीरो पॉइंट के बराबर हो इसे 20 से डिवाइड करने पर 005 प्राप्त होगा अंत में हम इस 20 से 20 1 095n 1प्राप्त कर सकते हैं तो हम देखते हैं यह दो इक्वेशन यदि N n or N 1तो यह ओबे करते हुए पढ़े जाएंगे किंतु यदि एन प्लस वन समान है तोn जगह n 1 उपयोग किया जाता है तो इस तरह यदि एक को प्रूफ कर दिया जाए तो हम इस इक्वेशन को एक्चुअल और रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट काउंट प्राप्त कर सकते हैं